एक बैटरी के कुछ मापदंडों के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए ताकि बैटरियों का चयन किया जा सके तथा उनका विशिष्ट विवरण दिया जा सके सर्वाधिक महत्वपूर्ण मापदंडों में से एक बैटरी की कैपेसिटी है बैटरी की कैपेसिटी क्या है तो इस तस्वीर पर गौर करें जिसमें कि एक बैटरी प्रतीक को दर्शाया गया है ये बैटरी के सिरें हैं और बैटरी के धनात्मक सिरे में करंट ib प्रवाहित हो रहा है बैटरी के सिरों के बीच वोल्टेज vb को भी दर्शा देते हैं अब इस बैटरी के लिए जिसके सिरों के बीच वोल्टेज vb है तथा जिसमें करंट धनात्मक है अर्थात् बैटरी में प्रवाहित हो रहा है जिसका तात्पर्य यह है कि यह एक चार्जिंग करंट है हम कैपेसिटी अथवा एनर्जी कैपेसिटी को परिभाषित कर सकते हैं तो आपके पास vb ib के गुणन का समय के संदर्भ में समाकलन है यह कुछ नहीं बल्कि वॉटऑवर में ऊर्जा है और यदि ib धनात्मक है अर्थात् यह बैटरी के धनात्मक सिरे की ओर प्रवाहित हो रहा है तो इसका अर्थ यह है कि यह बैटरी को चार्ज कर रहा है तो यह चार्जिंग को दर्शाता है तथा इस तरह से जो आप एनर्जी की गणना करते हैं वह चार्जिंग एनर्जी Echarge होगी इसके विपरीत यदि ib ऋणात्मक है अर्थात् यह बैटरी के धनात्मक सिरे से बाहर की ओर प्रवाहित हो रहा है अर्थात् यह यहां दर्शाई गई दिशा के विपरीत दिशा में प्रवाहित हो रहा है तो यह दर्शाता है कि बैटरी डिस्चार्ज हो रही है तब यहां पर परिकलित एनर्जी डिस्चार्ज एनर्जी Edischarge होगी अतः जब आप बैटरी की कैपेसिटी की बात करते हैं तो इसका अर्थ होता है वॉटऑवर कैपेसिटी दूसरे शब्दों में बैटरी एनर्जी की कितनी मात्रा को धारण कर सकती है इसकी कितनी मात्रा को लोड को प्रदान कर सकती है तो इसे हम वॉटऑवर में दर्शाते हैं किंतु आप कैपेसिटी को चार्ज कुलोमिक चार्ज के रूप में भी दर्शा सकते हैं ib का समय के संबंध में समाकलन कुछ नहीं बल्कि C है और यह कुछ नहीं अपितु एंपियर आवर है एंपियर आवर और कुछ नहीं बल्कि चार्ज ही है अर्थात् यह चार्ज कैपेसिटी है कुछ लोग बैटरी की कैपेसिटी को दर्शाने के लिए इस परिभाषा का भी उपयोग करते हैं यदि इन दोनों परिभाषाओं की तुलना करें तो यदि vb एक नियतांक है तो आपको एंपियर आवर कैपेसिटी प्राप्त होगी इस तरह वॉटऑवर कैपेसिटी अथवा एनर्जी कैपेसिटी बैटरी की वास्तविक कैपेसिटी है यह आपको बैटरी की वास्तविक केपेसिटी एनर्जी जो भी हो देगी किंतु यदि vb एक नियतांक है यदि vb का मान स्थिर रखा जाता है तो ib का समय के संदर्भ में समाकलन अर्थात एंपियर आवर केपेसिटी C गुणन V ib के समय के संदर्भ में समाकलन का स्पष्ट मापक होगा दूसरे शब्दों में चार्ज कैपेसिटी C अथवा एंपियर आवर कैपेसिटी बैटरी की वॉटऑवर एनर्जी कैपेसिटी की प्रत्यक्ष मापक होगी व्यवसाय जगत में यह एंपियर आवर अथवा चार्ज कैपेसिटी C जिसे यहां ib के समय के संदर्भ में समाकलन के रूप में परिभाषित किया गया है अधिक प्रचलित है और आप देखेंगे कि लगभग सभी बैटरी विवरणों में और व्यक्तियों के द्वारा बैटरी के Ah का जिक्र किया जाता है इस तरह किसी बैटरी के Ah विवरण का उसके WH विवरण की अपेक्षा कहीं अधिक प्रयोग किया जाता है इसलिए जब आप एक बैटरी की डाटा शीट को देखते हैं तो पाते हैं कि बैटरी के कैपेसिटी विवरण के लिए Ah का प्रयोग WH के प्रयोग से कहीं अधिक प्रचलित है इसलिए व्यावसायिक उपयोग की दृष्टि से इसका ही अधिक प्रयोग किया जाता है अब यहां दिखाई गई बैटरी की तस्वीर पर ध्यान दें ये धनात्मक और ऋणात्मक सिरे हैं इसकी पानी की एक टंकी से तुलना करें एक पानी की टंकी जब पानी से पूर्णतया भरी होती है तो हम कहते हैं कि टंकी भरी हुई है इसी तरह से एक बैटरी भी जब पूर्णतया चार्ज हो चुकी होती है तो हम कहते हैं कि यह भरी हुई है अथवा पूरी तरह चार्ज है इस पूर्ण चार्ज स्थिति में इसके सिरों के बीच ओपन सर्किट वोल्टेज अधिकतम होता है उदाहरण के लिए एक लेड एसिड बैटरी एक 12 वोल्ट की लेड एसिड बैटरी जोकि कार एवं अन्य वाहनों में प्रयुक्त होती है आप पाएंगे कि इसके सिरों के बीच पूर्णतया चार्ज स्थिति में ओपन सर्किट वोल्टेज 143 वोल्ट है न कि 12 वोल्ट अब दूसरा स्तर x देखें इस स्तर x पर उपलब्ध चार्ज की मात्रा पूर्णतया चार्ज स्थिति की अपेक्षा काफी कम है ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार पानी की टंकी में पानी का स्तर गिर जाता है यहां विभवांतर भी कम हो गया है उसी तरह से यहाँ भी इस स्तर x पर बैटरी के सिरों के मध्य वोल्टेज बैटरी के पूर्णतया चार्ज होने की स्थिति की अपेक्षा काफी कम हो गया है माना कि यह बैटरी स्तर x तक डिस्चार्ज हो जाती है तो वह गहराई जहां तक यह बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है डेप्थ ऑफ़ डिस्चार्ज अथवा DoD कहलाती है अर्थात् 100 से X आने में 100 X डिस्चार्ज डेप्थ कहलाती है तो इसे डेप्थ ऑफ़ डिस्चार्ज कहते हैं और सामान्यतः इसे प्रतिशत में व्यक्त करते हैं यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण मापदंड है जो आप बैटरी विवरण में पाते हैं और बैटरी के जीवन पर इसका अत्यधिक प्रभाव होता है इसकी हम कुछ क्षणों में चर्चा करेंगे तो यह चार्ज उपयोग हो चुका है और यदि आप x को उस सीमा के रूप में निर्धारित कर दें चार्ज का स्तर जिसके नीचे नहीं जाना चाहिए क्योंकि आप चाहते हैं कि बैटरी के सिरों के बीच वोल्टेज एक निम्नतम और एक उच्चतम सीमा के मध्य बना रहे तो मान लेते हैं कि आप बैटरी के लिए चार्ज की एक निम्नतम सीमा निर्धारित करते हैं ठीक उसी तरह से जिस तरह से आप पानी की टंकी के लिए पानी का एक निम्नतम स्तर निर्धारित करते हैं तो यह छायांकित क्षेत्र बैटरी के काम में आने लायक चार्ज अथवा उपलब्ध कैपेसिटी को दर्शाता है अर्थात् यह स्तर बैटरी की उपलब्ध वॉटऑवर अथवा एंपियर ऑवर कैपेसिटी के समतुल्य है DoD को पूर्ण चार्ज स्थिति से स्तर x तक मापा जाता है जिस प्रकार आप 100 से स्तर x तक मापन कर सकते हैं उसी प्रकार आप 0 से स्तर x तक मापन कर स्टेट ऑफ चार्ज प्राप्त कर सकते हैं तो यदि मैं 0 से स्तर x तक मापन करूं जैसा कि यहाँ दिखाया गया है तो इसे आप स्टेट ऑफ चार्ज कहेंगे स्टेट ऑफ चार्ज और कुछ नहीं बल्कि 100 DoD है जोकि 1 - DoD 100 x 100 के बराबर है चूँकि स्टेट ऑफ चार्ज को प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है इस प्रकार DoD तथा स्टेट ऑफ चार्ज एक दूसरे के पूरक हैं स्टेट ऑफ चार्ज चार्ज कि वह मात्रा है जो बैटरी में अभी उपलब्ध है DoD चार्ज कि वह मात्रा है अथवा वह वॉटऑवर है जिसे उपयोग किया जा सकता है या जिसे लोड को पावर देने के लिए उपयोग किया जा चुका है स्टेट ऑफ चार्ज प्रतिशत में भी व्यक्त किया जाता है तो एक किसी भी माने हुए स्तर x पर हम मान लेते हैं कि बैटरी वोल्टेज vbx है ध्यान दें कि vbx बैटरी की पूर्ण केपेसिटी अथवा बैटरी के पूर्ण चार्ज होने की दशा के वोल्टेज की तुलना में कम होगा अतः जैसे जैसे चार्ज घटता है बैटरी के सिरों के मध्य वोल्टेज भी घटता है आप वह निम्नतम वोल्टेज सीमा निर्धारित कर सकते हैं जिससे नीचे आप बैटरी को डिस्चार्ज नहीं होने देना चाहते वह आपके अनुप्रयोग के लिए वोल्टेज की अथवा बैटरी के पूर्ण डिस्चार्ज होने की निम्नतम सीमा होगी उदाहरण के तौर पर एक 12 वोल्ट की लेड एसिड बैटरी के लिए हम 108 V को इस सीमा के रूप में बैटरी की डिस्चार्ज स्थिति की सीमा के रूप में निर्धारित करते हैं अतः अधिकांश अनुप्रयोगों में 12 वोल्ट की लेड एसिड बैटरी का वोल्टेज विस्तार न्यूनतम 108 V से अधिकतम 14 3 V तक होगा बैटरी का जीवन बैटरी की कैपेसिटी तथा डेप्थ ऑफ़ डिस्चार्ज पर निर्भर है बैटरी का जीवन चार्ज डिस्चार्ज आवृत्तियों की संख्या के रूप में व्यक्त किया जाता है DoD अथवा डेप्थ आफ डिस्चार्ज उन महत्वपूर्ण मापदंडों में से एक है जिन पर बैटरी का जीवन निर्भर करता है बैटरी का जीवन उल्लेखनीय रूप से डेप्थ आफ डिस्चार्ज पर निर्भर करता है जैसे जैसे डेप्थ आफ डिस्चार्ज बढ़ता है वैसे वैसे बैटरी का जीवन घटता है इसका अर्थ यह है कि यदि डेप्थ आफ डिस्चार्ज 20 है तो चार्ज डिस्चार्ज आवृत्तियों की कुछ निश्चित संख्या होगी मान लेते हैं कि यह संख्या 1000 है यदि डेप्थ आफ डिस्चार्ज 60 हो जाता है अर्थात् आप बैटरी को और अधिक डिस्चार्ज कर रहे हैं तो बैटरी का जीवन घट जाएगा उदाहरण के लिए चार्ज डिस्चार्ज आवृत्तियों की संख्या 1000 से घटकर 200 रह जाएगी इस प्रकार जैसे जैसे बैटरी का डेप्थ आफ डिस्चार्ज बढ़ेगा बैटरी का जीवन चरघातांकी रूप से घटेगा इसलिए DoD बैटरी का जीवन निर्धारित करने के लिए एक महत्वपूर्ण मापदंड है